सभी को नमस्कार इस कक्षा में हम कुछ परफ़ोर्मेंस इशू पर चर्चा करेंगे जो एडीसी और डीएसी दोनों के लिए कुछ सामान्य तत्व हैं और यह ऑफसेट एरर गेन एरर डिफरेंशियल और इंटीग्रल नोन लिनियरिटी एरर के रूप में है इसलिए ये ऐसे शब्द हैं जिनसे हम परिचित होंगे और हम देखेंगे कि यह ADC और DAC ऑपरेशन के लिए कैसे मायने रखता है और हम एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर आईसी 0804 को भी देखेंगे और इसका उपयोग कैसे किया जाता है यह भी हम इस कक्षा देखेंगे अब जब आप परफ़ोर्मेंस इशू के बारे में बात करते हैं और हम पिछली दो कक्षा में एडीसी पर चर्चा कर रहे हैं हमने देखा था कि एडीसी एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है ठीक है इसलिए इसमे एनालॉग कम्पोनेंट और डिजिटल कम्पोनेंट दोनों ही है है ना तो दोनों में एरर का योगदान होगा दोनों के द्वारा और डिजिटल एरर का हिस्सा ज्यादातर होता है जो कि क्वांटाइजेशन के रूप में जाना जाता है तो कितने बिट्स आप कितने डिसक्रीट लेवल हैं जो वास्तव में आपको शुरुआत में कुछ एरर दे रहे हैं यदि बिट्स की संख्या उन स्तरों की संख्या से अधिक है जिनसे एनालॉग वोल्टेज को जोड़ा जा सकता है तो इन स्टेप्स के बीच में मेरा मतलब है जहां अस्पष्टता हो सकती है इसलिए यह कम है ठीक है तो यह एक निश्चित बात है जो कि डिजिटलीकरण भाग या एरर के डिजिटल भाग से आ रही है यह है कि यह कैसे विज़ुअलाइज़्ड है ठीक हैं और यदि कम्पेरेटर केंद्रित है तो यह विशेष एरर इस तरह होगी कि इनपुट वोल्टेज के आधार पर प्लस हाफ एलएसबी से माइनस हाफ एलएसबी हो यह उस विशेष सीमा के भीतर होगा और अगर यह है एनालॉग वोल्टेज ऐसा है कि प्लस और माइनस हाफ एलएसबी के भीतर इनमें से प्रत्येक वैल्यू समान रूप से संभावित है ठीक है तब हम इस विशेष एरर के मीन स्क्वायर एरर की गणना कर सकते हैं यह Ej स्क्वायर dE के रूप में है और यह सभी समान रूप से संभावित है तो इस हिसाब से प्रायिकता 1 भागित q है और यदि आप इंटीग्रेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह q स्क्वायर भागित 12 है और यदि इनपुट साइन वेव है तो ऐसे एडीसी के लिए सिग्नल टू नोइस रेशिओ की गणना 602 गुणित n जो की बिट्स की संख्या है के रूप में की जा सकती है और यह यह वैल्यू है अक्सर यह नेगलेक्ट की जाती है तो इस तरह से बिट्स की संख्या अधिक है तो सिग्नल टू नोइस रेशिओ भी अधिक होगा तो यहाँ नोइस क्वांटाइजेशन एरर से संबंधित है या इसे क्वांटाइजेशन नोइसभी कहा जाता है

साइनसोइडल इनपुट के लिए एसएनआर 602 n 176 डीबी तो इसके बारे मे अधिक यदि आप जानना चाहते हैं तो आप किसी भी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बेसिक के पाठ को उठा सकते हैं जहाँ इस भाग पर बहुत सारे विवरणों के साथ चर्चा की गई है हम इसका परिणाम लेते हैं बस यहां यह जानने के लिए कि यह एडीसी का एक महत्वपूर्ण परफ़ोर्मेंस इशू है क्या यह ठीक है और हम यह भी ध्यान देते हैं कि यदि हम बिट्स की संख्या बढ़ाते हैं तो यह क्वांटाइजेशन नोइस या यह हिस्से का प्रभाव कम है तो सिग्नल टू नोइस रेशिओ उच्चतम है सही है तो दूसरी बात जो यहां महत्वपूर्ण है वह है एरर का एनालॉग भाग ठीक है और जिसके लिए मुख्य स्रोत वह है जो कम्पेरेटर से आ रहा है जो स्विचिंग हो रहा है और क्या आपने देखा है कि कम्पेरेटर से विभिन्न चीजें जुड़ी हैं हम इस काउंटर पर जा रहे हैं और कई अन्य स्थानों जहां वास्तविक गिनती हो रही है आप जानते हैं कि सब ठीक हो रहा है और स्विचिंग में भिन्नता इस ऑफसेट गेन एम्पलीफायर की लिनियरीटी इन सभी चीजों के कारण होती है और जो अक्सर इनपुट वोल्टेज के तापमान पर निर्भर करती है तो कुछ अन्य स्रोत भी हैं इसलिए हम इस पर गौर करेंगे और बाद की स्लाइड्स में उन्हें थोड़ा और समझेंगे ठीक है तो हम ऑफसेट एरर के साथ शुरू करते हैं ठीक है तो ऑफसेट एरर को ज़ीरो स्केल एरर भी कहा जाता है इसे ज़ीरो स्केल एरर से भी जाना जाता है यह क्या है इसलिए DAC के लिए जैसा कि मैंने कहा कि यह हिस्सा कॉमन है जब हमनें DAC के परफ़ोर्मेंस इशू पर चर्चा की यह पहलू हमने कहा हम एडीसी के साथ मिलकर देखेंगे और जब हम संबंधित कक्षाओं में ADC के कुछ परफ़ोर्मेंस इशू के बारे में चर्चा करते हैं तो आप जानते हैं कितनी तेजी से यह काम करता है या कितने बिट्स हैं जो लागत और अन्य चीजों से जुड़े हो सकते हैं ये कुछ चीजें हैं जिस पर हमने चर्चा नहीं की इसलिए हम उन्हें साथ मे ले रहे हैं तो हम DAC के लिए देखें यह स्टेप वैल्यू है जब डिजिटल इनपुट 0 है जैसा कि मैंने कहा कि यह जीरो स्केल एरर से संबंधित है इसलिए जब डिजिटल इनपुट 0 हो तो आदर्श केस मे एनालॉग आउटपुट 0 होना चाहिए तो यह यहाँ पर होना चाहिए लेकिन व्यावहारिक तौर पर आप पाते हैं कि वैल्यू यहाँ है ठीक है तो डीएसी के लिए यहाँ ऑफसेट एरर या ज़ीरो स्केल एरर है और हम इसे कैसे मापते हैं हम देखते हैं कि यह मान यह आदर्श रेखा है यह आदर्श रेखा है ठीक है डिजिटल और एनालॉग मैपिंग जिसे आप जानते हैं इसे इस लाइन का पालन करना चाहिए तो आप देखते हैं कि इस इनपुट डिजिटल कोड की किस वैल्यू के लिए यह वैल्यू वहाँ है तो हम इसे इस तरीके से कहते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह प्लस 11 भागित 4 है तो यह वही है जिसे हम देखते हैं और तदनुसार हम कहते हैं कि ऑफसेट एरर 1 प्लस 11 भागित 4 5 भागित 4 एलएसबी है क्या यह सही है तो यह इस तरह से मापा जाता है यह ऊंचाई अब एडीसी ऑफसेट एरर आता है तो ADC ऑफ़सेट एरर इसलिए आप फिर से शुरू करें यदि यह 0 है यह 0 है तो यदि आप एनालॉग वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं जब पहला ट्रांसिशन होता है इसलिए पहला ट्रांसिशन यहाँ पर हो रहा है तो यह इस ऑफसेट एरर या ज़ीरो स्केल एरर से संबंधित है और मिड स्टेप वैल्यू यहाँ कहीं है और संबन्धित मिड स्केल मिड स्केल वैल्यू यहाँ कहीं होगी इसलिए यदि आप केवल अंतर को नोट करते हैं यदि आप केवल अंतर को ठीक से नोट करते हैं तो यही वह है जो आपको ऑफसेट एरर को देगा क्योंकि यह इस लाइन का सही अनुसरण कर रहा है तो या तो आप इससे इस तक लेते हैं या आप इससे इस तक लेते हैं तो किसी भी तरह से आप देखेंगे कि यह है यदि आप इसे मापते हैं तो यह 1 गुणित 1 भागित 4 है जो की 5 भागित 4 एलएसबी है तो इस विशेष उदाहरण में यह इस प्रकार है ठीक है और मिड स्टेप वह जगह है जहां पर आपका एलएसबी आधा है यह दूरी जिसे हम मिड स्टेप से समझते हैं क्या यह स्पष्ट है तो यह वास्तविक डाइग्राम है और यही वह है जो हम आदर्श डाइग्राम के रूप में उम्मीद करते हैं और अंतर जब यह 0 पर है और पहला ट्रांसिशन होता है तो यह ऑफसेट एरर देता है और ऑफसेट एरर को आमतौर पर शुरुआत में एडजस्टमेंट करके कंपेनसेट कीया जाता है जब आप एडीसी को कैलिब्रेट करते हैं और इसे ट्रिमिंग भी कहा जाता है कुछ पाठ्यपुस्तक में आप देखेंगे कि ट्रिमिंग के समान ही लिखा गया है इसलिए इस प्रक्रिया से हम इस ऑफसेट एरर को ठीक कर सकते हैं अब आगे जो हम देखते हैं उसे गेन एरर कहा जाता है तो गेन एरर ऑफसेट एरर के सुधार के बाद ट्रांसफर फंक्शन पर नोमीनल और एक्चुअल गेन पॉइंट के बीच का अंतर है इसलिए ऑफसेट एरर होने के बाद हमने उचित कंपेनसेशन के द्वारा इसे सही किया है और फिर आप नोमीनल और एक्चुअल गेन पॉइंट का पता लगा रहे हैं तो नोमीनल गेन पॉइंट मूल रूप से ट्रान्सफर फ़ंक्शन का पालन कर रहा है तो यह आपके डिजिटल इनपुट कोड के लिए है और यह एनालॉग आउटपुट कोड है तो इसे डीएसी कहा जाता है तो यह वह जगह है जहां इसे पहुंचना चाहिए लेकिन उनके पूर्ण स्केल वैल्यू के लिए यह क्या है यह इस तक चला गया है ठीक है तो यह आपका एक्चुअल गेन पॉइंट है तो यह अंतर आपकी गेन एरर है इन सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि कुछ मान रिप्रेजेंटेटिव मान दिखाए गए हैं तो यहाँ गेन नेगेटिव है इसलिए माइनस 1 माइनस 1 गुणित 1 भागित 4 इसलिए माइनस 5 भागित 4 एलएसबी वह वैल्यू है जिसे आप एरर के रूप में देख सकते हैं ठीक है एडीसी के लिए फिर से यह नोमीनल गेन पॉइंट है लेकिन इस एडीसी के लिए आप देख सकते हैं कि एक्चुअल गेन पॉइंट यहीं पर आया है यह इस जगह पर पहुँच गया है तो यह वह अंतर है जो की गेन एरर है और यदि आप गणना करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह इस विशेष उदाहरण के लिए माइनस है माइनस 3 भागित 4 एलएसबी ठीक है तो यह गेन एरर है फिर से यह कैलिब्रेशन ट्रिमिंग के दौरान एडजस्टadjusted during calibration trimming किया जा सकता है और उसके बाद एडीसी को उपयोग करने के लिए रखा जा सकता है इसलिए शुरू में हमें इस ऑफसेट एरर गेन एरर को देखना होगा और यदि कोई है तो फिर हम देखते हैं कि कैलिब्रेशन के दौरान हम कंपेनसेशन के माध्यम से इसे कैसे ठीक करते हैं ठीक है अगला है डिफ़्रेंशियल नॉन लिनियरिटी एरर तो यह एक और महत्वपूर्ण चीज है इसलिए डिफ़्रेंशियल नॉन लिनियरिटी एरर अक्सर इसे DNL कहा जाता है ठीक है तो कुछ संदर्भ में इसे डिफ़्रेंशियल नॉन लिनियरिटी भी कहा जाता है मेरा मतलब है कि इसे लिनियर चीज़ का पालन करना चाहिए लेकिन यह पालन नहीं कर रहा है इसलिए यह नॉन लिनियरबन रहा है यह एक्चुअल स्टेप विड्थ और एडीसी के लिए 1 एलएसबी के आइडियल वैल्यू के बीच अंतर है और डीएसी के लिए एक्चुअल स्टेप हाइट और 1 एलएसबी की आइडियल वैल्यू इसलिए यहां पहले एडीसी को ड्रॉ किया गया है तो यह वह तरीका है जिसे आप देख सकते हैं कि एक वास्तविक एडीसी कैसे काम कर रहा है तो यह एनालॉग इनपुट वोल्टेज है और यह संबन्धित डिजिटल कोड ठीक है इसलिए यहां आप जो देखते हैं वह होना चाहिए था यह इस जगह से इस जगह पर जाना चाहिए था फिर केवल परिवर्तन होना चाहिए था लेकिन यह पहले हुआ है तो यह एरर यहां है जिसे आप माइनस हाफ एलएसबी देख सकते हैं यदि आप इसके अंतर को ध्यान में रखते हैं तो वास्तविक स्टेप का अंतर और 1 एलएसबी ने आपको क्या दिया है इस मामले में यह यहां खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन यह इस से आगे निकल गया है इसलिए यह प्लस हाफ एलएसबी है तो इनमें से प्रत्येक के लिए आप कोड जानते हैं जो कोड यहां उत्पन्न हो रहा है इसलिए 001 या 100 ठीक है तो आपके पास निश्चित DNL वैल्यू हो सकती है तो यह DNL कोड k के साथ जुड़ा हुआ है यह k की चौड़ाई द्वारा दिया गया है तो यह वह चौड़ाई है जिसे आप माइनस 1 एलएसबी देख सकते हैं वास्तविक चौड़ाई विभाजित 1 एलएसबी चौड़ाई क्या है इसलिए एडीसी के लिए यह है कि आप क्या देख सकते हैं DNL k k th कोड के लिए DNL DNL k DNL for k th codeको कैसे परिभाषित किया जाता है क्या यह ठीक है सही है अब डीएसी के लिए डीएनएलतो यह आपका डीएसी है तो यह आपके स्टेप हाइट और आइडियल वैल्यू है तो यह स्टेप हाइट आपको पता होना चाहिए 1 एलएसबी आपको क्या देना चाहिए इसलिए यह डिजिटल इनपुट कोड है और यह डीएसी के लिए इसी अनुरूप एनालॉग आउटपुट है तो यहां आप देख सकते हैं कि यह स्टेप हाइट यहां से एक विशेष कोड से दूसरे तक है तो यह वैल्यू एक एलएसबी 1 एलएसबी द्वारा दिए गए से अधिक है तो यह प्लस 1 भागित 4 है जिसे बढ़ाया जाता है और आप यहां देख सकते हैं और इस मामले में यह उससे कम है इसलिए यह माइनस 1 भागित 4 है इस रिप्रसेंटेटिव डाइग्राम में और इस मामले में यह आउटपुट जो भी एनालॉग आउटपुट है से आप जो कुछ भी पिछली वैल्यू है उसको घटा सकते हैं जिससे आपको स्टेप हाइट मिलती है K th कोड के लिए एनालॉग वोल्टेज और k minus 1 कोड के लिए एनालॉग वोल्टेज फिर माइनस 1 LSB आइडियल वैल्यू विभाजित 1 LSB क्या है तो यह DAC के लिए आपका k th DNL है ठीक है और हम क्या देख सकते हैं कि काउंटर टाइप या कंटिन्युस टाइप कन्वर्टर्स में आमतौर पर सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइप की तुलना में बेहतर DNL विशेषताएँ होती हैं और अगर इस तरह की DNL की सीमा इस तरह के मामले के लिए आधे LSB से अधिक है तो हमने पहले क्वांटाइजेशन नोइस वगैरह के लिए विचार किया था कि यह इस प्लस माइनस हाफ LSB के भीतर है अब DNL आप जानते हैं कि इसकी वजह से एक और आधा LSB जोड़ दिया जाता है तो हमें रिसोल्यूशन के एक बिट का नुकसान मिल गया है जो कुछ भी हमने इसके लिए माना था आप उसके क्वांटाइजेशन भाग को जानते हैं तो इस मामले में एसएनआर इसलिए एक बिट लॉस का मतलब मूल रूप से 602n है अगर n बिट का उपयोग किया जाता है तो एक बिट मोटे तौर पर 602 गुणित n है तो मोटे तौर पर एक 6 डीबी कम मामला जो हो रहा है तो एसएनआर उसी क्रम के DNL वैल्यू के लिए उसी अनुसार घट जाएगा इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसे हमें नोट करने की आवश्यकता है

और वहां से हम उस चीज़ पर जाते हैं जिसे इंटीग्रल नॉन लीनियरिटी कहा जाता है और इसी एरर को आईएनएल एरर इंटीग्रल नॉन लीनियरिटी एरर कहा जाता है और यह क्या है यह एक सीधी रेखा से एक्चुअल ट्रान्सफर फ़ंक्शन पर मूल्यों का विचलन है और इसलिए हम देखते हैं यह कैसा दिखता है इसलिए यह एडीसी है तो यह एनालॉग इनपुट वैल्यू है और यह संबन्धित डिजिटल कोड है तो यह आपका यह आइडियल जिसे आप जानते हैं डोटेड लाइन को परिवर्तित करें और एक्चुअल वह बोल्ड लाइन है जिसे आप देख सकते हैं और आप इनको देख सकते हैं यहाँ पर होने वाले डेविएशन को ठीक हैं इसलिए यहाँ पर होने वाले डेविएशन इसलिए ये अलग अलग डेविएशन हैं और अगर आप माप सकते हैं कि वास्तविक ट्रान्सफर से क्या हो रहा है सीधी रेखा जो एक्चुअल ट्रान्सफर फ़ंक्शन के लिए हो रही है तो ये अलग अलग मान माइनस एलएसबी माइनस 1 4 एलएसबी या एसे ही और डीएसी के लिए यह आपका आइडियल है और यह आपका एक्चुअल है आप जो भी डिजिटल कोड किसी भी k th कोड को जानते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है और आइडियल वैल्यू क्या है और अंतर जो आपको INL एरर दे रहा है यह आपको INL एरर दे रहा है ये कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आप देख सकते हैं अब हम पहले ही DNL एरर देख चुके हैं इसलिए यदि आप उन्हें शुरू से k th पॉइंट तक जोड़ते हैं तो आपको उस विशेष मान की INL एरर मिलती है जो शुरुआत से उस विशेष स्टेप तक है ठीक है तो यह उन वैल्यू का योग है और इसलिए इस परिभाषा से हमने पहले ही आइडियल और एक्चुअल देखा है यदि आप घटाते हैं तो आपको दोनों मामलों के लिए INL मिलता है ठीक है और फिर यहाँ एक और टर्म एडीसी की एब्सोल्यूट एक्यूरेसी या टोटल एरर है जो कि एनालॉग वैल्यू और आइडियल मिड स्टेप वैल्यू के बीच के अंतर का अधिकतम मान है जिसे आपने देखा है इसका अधिकतम इसमें ऑफ़सेट गेन इंटीग्रल नॉनलिनियरिटी एरर और क्वान्टाइज़ेशन एरर शामिल हैं तो इन सभी चीजों को शामिल किया गया है जो साथ मे आते हैं तो उन्हें एब्सोल्यूट एक्यूरेसी या टोटल एरर कहा जाता है तो ये कुछ महत्वपूर्ण परफ़ोर्मेंस मेट्रिक्स या इशू हैं जिन्हें हमें एडीसी और डीएसी के बारे में बात करते समय ध्यान देने की आवश्यकता है इसके अलावा कितने बिट्स की आवश्यकता है और कन्वर्शन के लिए समय की आवश्यकता और सभी ठीक है तो ये भी ऐसे इशू हैं जिनके द्वारा एक को दूसरे से लेना देना है अब हम एक विशेष एडीसी को देखते हैं क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में किसी भी एडीसी सर्किट आईसी पर चर्चा नहीं की है इसलिए हम ADC 0804 के साथ खुद को पेश करने का यह अवसर लेते हैं तो यह एडीसी ADC 0804 लोकप्रिय है अक्सर आप इसे लैब में उपयोग करते हैं तो यह 8 बिट एडीसी है और यह सक्सेसिव एप्रोक्सिमेशन टाइप है हम समझते हैं सक्सेसिव एप्रोक्सिमेशन क्या है है ना और जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज रेंज आप यहाँ देख रहे हैं वह 0 से प्लस 5 वोल्ट है लेकिन हम देखेंगे कि हम कैसे बढ़ सकते हैं जब हम इसे बदल सकते हैं ठीक है यह इनपुट रेफेरेंस वोल्टेज है जैसा कि यह है यह आप जानते हैं अपने स्वयं के आंतरिक रूप से यह VCC भागित 2 पर सेट है यह आपका VCC है यदि आप इसे अलग वैल्यू पर सेट करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि इसे कैसे सेट किया जा सकता है आउटपुट TTL और CMOS कंपेटिबल है ठीक है इंटरनल क्लॉक की फ्रिक्वेन्सी इस सूत्र और R और C द्वारा दी गई है यदि आप इस तरह से 10 किलो ओम 150 पिको फेराड लेते हैं ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हैं तो f 607 किलो हर्ट्ज है कन्वर्शन टाइम लगभग 100 माइक्रोसेकंड है और टोटल एरर अधिकतम जिस पर हमने चर्चा की है वह प्लस माइनस 1 एलएसबी है ठीक है और ऐसा इसलिए है यदि आप इस 5 वोल्ट रेफेरेंस और सभी के बारे में बात कर रहे हैं तो वोल्टेज के संदर्भ में यह एरर 1953 मिलीवोल्ट या प्लस माइनस 1953 मिलीवोल्ट एरर हो जाती है इसलिए आउटपुट ट्राई स्टेट है और अगर यह आउटपुट सभी 0 है तो आपको 0 वोल्ट मिलता है यदि सभी 1 तो आपको 5 वोल्ट का मिलता है अब हम जिसे डिस्कस करते हैं वह स्पान एडजस्टमेंट है ठीक है तो यह क्या है तो हम देखते हैं तो इस मामले में पहले यह 25 वोल्ट था V रेफरेंस 25 वोल्ट था और इनपुट वोल्टेज जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज प्राप्त हो रहा था जो कि डिजिटल इक्वीवेलेंट में परिवर्तित हो रहा था 0 से 5 वोल्ट था अब यदि आप इस V रेफरेंस को 1 वोल्ट बनाते हैं तो फुल स्केल पर 2 वोल्ट और छोटी वैल्यू सबसे कम वैल्यू 0 वोल्ट रहता है तो यह स्पान जो 0 से 5 वोल्ट थी अब 0 से 2 वोल्ट हो जाती है तो सभी 1 अब 2 वोल्ट है पहले सभी 1 5 वोल्ट था अब सभी 1 2 वोल्ट होगा ठीक है तो यह उपयोगी है ताकि आप पूरी रेंज का उपयोग कर सकें तो सभी बिट्स को एनकोड करना और एनालॉग सिग्नल जो कम रेंज में है अन्यथा यह बिट्स की कम संख्या का उपयोग करेगा ठीक है तो तदनुसार क्वांटाइजेशन नोइस कम हो जाएगा यदि आप सभी बिट्स की पूरी रेंज का उपयोग करते हैं जो कि ठीक है और निश्चित रूप से उस विशेष रेफरेंस वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए आप एक रसिस्टर डिवाइडर सर्किट का उपयोग कर सकते हैं कुछ इस तरह का और रेफरेंस वोल्टेज उत्पन्न करता है जो 1 वोल्ट DC है ठीक है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 0 से 2 वोल्ट मिलेंगे तो इस मामले में 1 एलएसबी किसके बराबर है तो 2 वोल्ट पूरी रेंज है तो 2 वोल्ट भागित 2 की शक्ति 8 इसलिए 78 मिलीवोल्ट ठीक है जो एक बेहतर प्रोपोजीशन है यदि आप इसके लिए अटक गए थे तो आपका यह मान जो आपने देखा था यह लगभग 19 मिलीवोल्ट है या एसा ही यह रेसोल्यूशनऔर भी खराब है ठीक है इसलिए हम इसके अन्य पहलू को देखते हैं तो यदि आप एक शून्य शिफ्ट करना चाहते हैं तो यह क्या है तो इस मामले में आइए हम एक ऐसे विन्यास को देखें जिसे आप कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो यहाँ पर आपका यह एनालॉग इनपुट है अब यह 15 वोल्ट से जुड़ा है V रेफरेंस 125 वोल्ट है तो V रेफरेंस 125 वोल्ट है जिसका मतलब है कि स्पान इसका दुगुना है तो 25 वोल्ट यह स्पान है तो यह 25 वोल्ट है ठीक है तो यह Vi माइनस वोल्टेज जिसे आपने 15 वोल्ट के रूप में जोड़ा है तो यह 15 वोल्ट और स्पान 25 वोल्ट है तो लोअर रेंज 125 वोल्ट है तो 125 प्लस क्षमा करें 15 प्लस 25 तो वह 4 वोल्ट है ठीक है तो एनालॉग इनपुट अब 4 वोल्ट तक जा रहा है ठीक है तो यह रेंज 15 वोल्ट से 4 वोल्ट है जो कि आप इस विशेष व्यवस्था के माध्यम से कर सकते हैं तो शून्य शिफ्ट का मतलब है कि पहले यह न्यूनतम वैल्यू शून्य था तो अगर यह 0 है तो यह इस तरह के रेफरेंस वोल्टेज 0 से 25 वोल्ट के साथ करेगा इस व्यवस्था के साथ अब यह 15 से 4 वोल्ट तक बदलेगा ठीक है तो एलएसबी इक्विवेलेंट क्योकि स्पान 25 वोल्ट है इसलिए 25 भागित 2 की शक्ति 8 तक इसलिए 977 मिलीवोल्ट एलएसबी इक्विवेलेंटया रिसोल्यूशन है जो आप प्राप्त कर सकते हैं ठीक है और क्या हम बाइपोलर इनपुट का उपयोग कर सकते हैं इसलिए पहले हमने देखा था कि आप पहले के उदाहरणों में सभी इनपुट को शून्य से किसी अन्य वैल्यू या 15 से कुछ अन्य उच्च मान सकारात्मक मान को जानते हैं तो यहां एक उदाहरण है जहां हम देखते हैं कि हम एक बाइपोलर इनपुट का उपयोग कैसे कर सकते हैं ठीक है तो इस मामले में Vi माइनस 5 वोल्ट से प्लस 5 वोल्ट है माइनस 5 वोल्ट से प्लस 5 वोल्ट ठीक है तो यह आपका Vi है और हम इस तरह एक सर्किट को जोड़ते हैं जैसे 5 वोल्ट DC सप्लाय और एक प्रतिरोध इस तरह का नेटवर्क तो इस मामले में इस रसिस्टेंस डिवाइडर के माध्यम से आप नेटवर्क और सभी जानते हैं इसलिए यदि आप गणना करते हैं तो आप इस Vi प्लस को देख सकते हैं जब Vi माइनस 5 वोल्ट से प्लस 5 वोल्ट तक बदलता है यह Vi प्लस 0 वोल्ट से 5 वोल्ट में बदलता है और फिर आपका यह स्पान यह 25 वोल्ट है इसलिए यह पूरा 5 वोल्ट है जो हमें मिलता है तो यह आपकी 5 वोल्ट की स्पान है और इसलिए यह आपका माइनस 5 वोल्ट आपका 00H और प्लस 5 वोल्ट आपके सभी 1 FF हेक्स में होगा ठीक है अब अगर आप इसे इस Vi पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पूरी रेंज 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट भागित 2 की शक्ति 8 इसलिए 3901 मिलीवोल्ट 1 एलएसबी इक्विवेलेंट या रिसोल्यूशन जो इस विशेष सर्किट के लिए आपको प्राप्त होने वाला है क्या यह ठीक है तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं तो अन्य चीजें जो इस एडीसी ऑपरेशन से जुड़ी हैं जिन्हें आप शुरू कर सकते हैं इस स्विच और सभी को दबाकर और यह इंटरप्ट और आपके द्वारा ज्ञात अन्य विभिन्न प्रकार के इनपुट हैं जब आप इसे माइक्रोप्रोसेसर या अन्य सर्किट के साथ उपयोग कर रहे हैं इसलिए हम उनका उपयोग कर सकते हैं लेकिन बुनियादी एडीसी ऑपरेशन फंक्शनिंग एनालॉग के डिजिटल में रूपांतरण सभी हमने अभी चर्चा की है तो यह कंट्रोल इनपुट हैं और जब आप इसका उपयोग करते हैं आप डेटा शीट से पता लगाते हैं और उनका उपयोग करते हैं ठीक है इसलिए इसके साथ हम निष्कर्ष निकालते हैं और हमने जो देखा है कि एडीसी में एरर का स्रोत डिजिटल और एनालॉग भाग दोनों से आता है डिजिटल भाग एरर क्वांटाइजेशन से संबंधित है और ADC ऑफसेट एरर में एनालॉग इनपुट को शून्य देकर और पहला ट्रांसिएंट होने तक इसे बढ़ाकर पाया जाता है डीएसी के लिए यह आउटपुट है जब डिजिटल कोड शून्य है ठीक है गेन एरर नोमीनल और एक्चुअल गेन पॉइंट के बीच का अंतर है और हमने यह देखा है कि एडीसी और डीएसी दोनों के लिए इसकी गणना कैसे की जाती है DNL एरर हमने देखी है जो कि ADC के लिए एक्चुअल स्टेप विड्थ और DAC के लिए स्टेप हाइट और 1 LSB के लिए आइडियल वैल्यू के बीच का अंतर है ठीक है INL एरर INL एरर भी हमने देखी है और यह वास्तविक ट्रांसफर फ़ंक्शन से मूल्यों का विचलन है एक सीधी रेखा से आइडियल ट्रांसफर फ़ंक्शन इस तरह आपने भी नोट किया है और अंत में हमने देखा है कि एडीसी 0804 कैसे काम करता है और हम स्पैन एडजस्टमेंट जीरो शिफ्ट यहां तक कि बाइपोलर सिग्नल एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं इसलिए ये सभी चीजें हमने देखी है ठीक है धन्यवाद